अब हम उसी चीज़ को दोबारा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमने स्मिथ चार्ट सीख लिया है अभी जाहिर है इस विशेष माप की गणना इतनी व्यापक नहीं है कि आपको हमेशा स्मिथ चार्ट की आवश्यकता पढ़े लेकिन हम हमेशा स्मिथ चार्ट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि बाद में आप पाएंगे कि कई बार विश्लेषण और चीजों को डिज़ाइन करते वक्त नेटवर्क इतना सरल नहीं होता और प्रयोगशाला में हम बहुत अधिक नियंत्रण वाली चीजें बना लेते हैं लेकिन वास्तविक में माइक्रोवेव एप्लीकेशन जटिल हो सकती हैं और उस समय यदि आप इस उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं तो आप भटक जाएंगे आप हमेशा 5 गुणा 4 का जवाब बिना केलकुलेटर के निकाल सकते हैं लेकिन हम जानते हैं कि अगर मैं आपसे 4 अंकों की संख्या को दूसरे 2 या 3 अंकों की संख्या से गुणा करने के लिए कहता हूं तो आप भटक जाएंगे इसी तरह से यदि आप नहीं जानते कि इस स्मिथ चार्ट का उपयोग कैसे करें तो आप बाद में एक समस्या का सामना करेंगे विशेष रूप से हम देखेंगे कि यदि आप प्रतिबाधा मिलान करते समय स्मिथ चार्ट का उपयोग नहीं करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे यही कारण है कि हम प्रोत्साहित करते हैं कि हम स्मिथ चार्ट का उपयोग करके हम वही काम कैसे कर सकते हैं तो फिर से वही प्रश्न कि हमें 75 गीगाहर्टज की आवृत्ति पर अज्ञात प्रतिबाधा को मापना है हमने लोड पर एक शार्ट लगाया है मैं इसे दोहरा रहा हूं क्योंकि यह पिछले लेक्चर में था तो आपने नोट किया होगा कि यहां पर न्यूनतम वोल्टेज इन बिंदुओं पर है फिर हमने शार्ट को निकाला और अज्ञात लोड को लगा दिया जैसा कि मैंने बताया कि कि हमने कैसे वीएसडब्ल्यूआर को वीएसडब्ल्यूआर मीटर से 15 के बराबर मापा तो उससे आपको शॉर्ट को अज्ञात लोड में जनरेटर की तरफ 148 सेंटीमीटर का बदलाव करके हमें न्यूनतम वोल्टेज का बदलाव मिल जाता है तो अब हाथ से गणना करने के बजाय हम इसे स्मिथ चार्ट से करेंगे तो यह पहला तर्क है हम कह रहे थे कि हमने वीएसडब्ल्यूआर को 15 के बराबर मापा है तो यहां पहला कदम यह है कि हम उस बिंदु का पता लगाएं जहां 15के कांस्टेंट रजिस्टेंस वाला वृत्त स्मिथ चार्ट के वास्तविक अक्ष को काट रहा है अब जाहिर है कि यहां यह प्रश्न होगा कि हम ऐसा क्यों करें हमने वीएसडब्ल्यूआर को मापा है तो फिर यह 15 वाले कांस्टेंट रजिस्टेंस के वृत्त को क्यों इस्तेमाल करें बहुत बार हमने देखा है कि माइक्रोवेव लैबोरेट्री में प्रशिक्षक इस बारे में स्पष्ट नहीं होते तो वह कुछ भी कहते हैं और छात्र कभी कभी मान भी लेते हैं पर बाद में यकीनन आप इसको पूर्ण जानकारी के अभाव में भूल जाते हैं तो कृपया इस बात को समझें वास्तव में यह सारा लेक्चर आपके लिए बहुत नया भी है और महत्वपूर्ण भी तो हम दोबारा ट्रांसमिशन लाइन की मूल बातों पर जाएंगे ताकि इसको समझ सके तो हमने वीएसडब्ल्यूआर को 15 के बराबर मापा है और हम यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वह कौन सा बिंदु है जहां 15 के कांस्टेंट रजिस्टेंस वाला वृत्त स्मिथ चार्ट के वास्तविक अक्ष को काटेगा तो आपने देखा है कि लाइन रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट Γ है मैंने पहले ही कहा है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स वाली ट्रांसमिशन लाइन को ZL लोड से जोड़ा है तो लोड पर एक रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है पर वह ΓL है तो अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के साथ आगे बढ़े तो इस रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का मूल्य भी बदलेगा इसका यह मतलब है कि रिफ्लेक्टेड तरंग की वोल्टेज और इंसीडेंट तरंग की वोल्टेज का अनुपात भी बदलेगा इसे हम लाइन रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट Γ कहते हैं तो ΓL एक सम्मिश्र राशि है तो इसी वजह से हम इसे दो भागों में बाटेंगे जोकि मेग्नीट्यूड और फेज होंगे और फिर इसे दूरी l से बदलने पर हमें इसका फेज e j2βl मिल जाएगा जो कि एक सामान्य ट्रांसमिशन लाइन वाली चीज है तो जब हम ट्रांसमिशन लाइन में लोड से जनरेटर की तरफ जाते हैं तो स्मिथ चार्ट में यह किसके बराबर माना जाता है आप देखिए कि Γ एक लाइन रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है जिसका मेग्नीट्यूड नहीं बदल रहा इसका सिर्फ फेज बदल रहा है तो लाइन प्रतिबाधा में यह मेग्नीट्यूड हमेशा के बराबर होता है जिसका यह मतलब है की लोड के रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का मेग्नीट्यूड और लाइन प्रतिबाधा के लाइन रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का मेग्नीट्यूड आपस में बराबर होते हैं तो अगर हम इस ट्रांसमिशन लाइन में आगे बड़े तो हम मूल रूप से उन बिंदुओं पर आगे बढ़ रहे हैं जिसका मतलब कि लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का मेग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है तो इसका क्या मतलब है अब मान लीजिए कि स्मिथ चार्ट एक ट्रांसमिशन लाइन की तरह है तो अब मेरे पास कुछ रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का चित्र है जिसमें कि हम रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के मेग्नीट्यूड को किसी भी मनचाही संख्या से बदल रहे हैं लेकिन इसका त्रिज्या वेक्टर नहीं बदल रहा तो किसी वृत्त में इस बदलाव का क्या महत्व है हम कह रहे हैं कि यह एक वृत्त है तो इसमें वीएसडब्ल्यूआर क्या है हमने इस पर पहले ही चर्चा कर ली है कि कैसे वीएसडब्ल्यूआर रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट से संबंधित है VSWR 1 कांस्टेंट रहता है फिर वीएसडब्ल्यूआर भी कांस्टेंट रहेगी ०७४६ समय पर स्लाइड देखे तो इसका यह मतलब है कि जब हमयहां चल रहे हैं तो लाइन रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट बदल रहा है पर मूल रूप से हम एक वृत्त पर चल रहे हैं और एक वृत्त कांस्टेंट वीएसडब्ल्यूआर को दर्शाता है अगर हमइस ट्रांसमिशन लाइन पर आगे बढ़ते चलें तो यहां वीएसडब्ल्यूआर नहीं बदलेगी यह सिर्फ लाइन की लोड प्रतिबाधा और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स पर निर्भर करेगी अगर हम अपनी स्लाइड पर वापस आए तो मूल रूप से इस ट्रांसमिशन लाइन पर आगे बढ़ते रहने का मतलब यह है कि हम अपने स्मिथ चार्ट पर उन बिंदुओं पर आगे बढ़ रही हैं जहां वीएसडब्ल्यूआर कांस्टेंट है तो हमें पता है कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में जनरेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो किसी वीएसडब्ल्यूआर वृत्त में यह एक घड़ी की सुई के अनुसार चलने के समान है क्योंकि यहां आप पहले समीकरण का फेज देखें आपको पता है कि यहां जो संख्या निरंतर बदल रही है वहe j2βl है तो एक नकारात्मक एंगल का मतलब है कि मैं घड़ी की सुई के उलट चल रहा हूं जनरेटर की तरफ जाने का मतलब है कि हम घड़ी की सुई के अनुसार वीएसडब्ल्यूआर वृत्त पर चल रहे हैं अब स्मिथ चार्ट की परिधि पर आप इस चाल को वेवलेंथ में बदल सकते हैं अगर हम ट्रांसमिशन लाइन पर किस प्रकार से चले तो यह दूरी हम वेवलेंथ के संदर्भ में बता सकते हैं मान लीजिए कि मैं 45 सेंटीमीटर आगे बढ़ा हूं तो यहां मेरीλ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है फिर मान लीजिए कि अगर मैं 45 सेंटीमीटर की बजाए तीन की दूरी से चला हूं तो यह λ 15 है तो इसी प्रकार से स्मिथ चार्ट की परिधि पर आप पता कर सकते हैं कि λ 15 है वास्तव में स्मिथ चार्ट में वह इसको 05 से ज्यादा नहीं देते क्योंकि हमने देखा है कि हर 05 λg के बाद यह सारी चीज दोहरा जाती है इसी वजह से स्मिथ चार्ट आपको यह 05 तक ही देता है तो अगर आपके पास 15 है तो आप इसे तीन बाeर घूम आएंगे तो जब यह वीएसडब्ल्यूआर वृत्त एक वास्तविक अक्स को काटेगा तो आइए देखते हैं इसमें आगे क्या होता है क्योंकि यह हिदायत का भाग है तो जब यह वीएसडब्ल्यूआर वृत्त एक वास्तविक अक्स को काटेगा जो कि आप यहां मेरे करसर पर देख सकते हैं तो आप हमेशा पहले इस स्मिथ चार्ट को अपने दिमाग में एक शुद्ध रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट प्लेन की तरह माने तो यह बिंदु जहां वास्तविक अक्ष को काटा गया है वह रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के संदर्भ में क्या होगा क्या हम यह नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट एक शुद्ध वास्तविक मात्रा है जिसका फेज 0 है तो हम यहां यही कह रहे हैं कि लाइन रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का फेज 0 है इस बिंदु को मैं x1 मान रहा हूं मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं तो अब मुझे पता है कि मैं स्मिथ चार्ट को किसी भी वक्त रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट प्लेन से प्रतिबाधा प्लेन में बदल सकता हूं तो इसके मुताबिक हमारी लाइन इंपेडेंस कितनी होगी इसकी गणना करने के लिए हमें पता है कि तो आपको पता है कि एक वास्तविक राशि है तो किसी संख्या 1 में किसी वास्तविक राशि को जमा करके अगर उस का विभाजन संख्या 1 से घटाई गई वास्तविक राशि से किया जाए तो इसका परिणाम भी एक वास्तविक राशि ही होगी इससे हमारा क्या अभिप्राय है कि एक प्रतिबाधा जो असल में सम्मिश्रण राशि है वह यहां एक वास्तविक राशि है इसका मतलब यह है कि यहां प्रतिबाधा एक प्रतिरोध के रूप में है तो यही कारण है कि वह बिंदु जहां वीएसडब्ल्यूआर वृत्त वास्तविक अक्ष को काटता है वहां लाइन रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट और लाइन प्रतिबाधा दोनों ही वास्तविक राशियां होती हैं और अब यहां लाइन प्रतिबाधा का मूल्य देखिए आप हमारी स्लाइड से दोबारा देखें कि इसका मूल्य हमेशा इस समीकरण के अनुसार होगा VSWR 1 अब आप वापस जाइए और देखिए RSVSWR तो यह बिंदु जहां वृत्त में इस कांस्टेंट वीएसडब्ल्यूआर को वास्तविक अक्ष पर काटा है मूल रूप से वह वीएसडब्ल्यूआर का मूल्य एक प्रतिरोध के मूल्य के बराबर है तो अगर मैं यहां से प्रतिरोध का मूल्य पढ़ने की कोशिश करू क्योंकि स्मिथ चार्ट में वीएसडब्ल्यूआर का मूल्य स्पष्ट रूप से इसके बराबर नहीं होता लेकिन प्रतिबाधा की R अथवा X संख्याएं बराबर होती हैं तो मैं यह पता लगा सकता हूं कि आर की यह संख्या मुझे वीएसडब्ल्यूआर वृत्त पर एक बिंदु का मूल्य बता देंगी इस वृत्त पर अगर मुझे एक बिंदु मिल जाता है तो मैं उसके केंद्र का पता होने पर उस वृत्त को बना सकता हूं तो इसके पीछे यह सोच है और यही कारण था कि हमने पहले कदम पर उस बिंदु को पता किया जहां यह R15 वाला वृत्त स्मिथ चार्ट की वास्तविक अक्स को काट रहा था क्योंकि मुझे पता है कि R वीएसडब्ल्यूआर के बराबर है क्योंकि हमने वीएसडब्ल्यूआर को 15 के बराबर माप लिया है मैं अब इस बिंदु को वीएसडब्ल्यूआर वृत्त पर ढूंढने की कोशिश करूंगा मुझे सारे वीएसडब्ल्यूआर वृत्त का पता है कि उनके केंद्र स्मिथ चार्ट के ओरिजिन है अब यहां एक और तर्क यह है कि वीएसडब्ल्यूआर वृत्त के बिंदु वास्तविक अक्ष को दो बिंदुओं पर काटते हैं तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इनमें से किस बिंदु को वृत्त बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन मूल्य पता करने के लिए क्योंकि यहां गड़बड़ी हो सकती है तो इसीलिए आइए देखिए कि दूसरा बिंदु क्या है तो मेरे पास यह एक बिंदु है और यह दूसरा बिंदु है जो इस ही वृत्त को काट रहे हैं आप देखिए जहां मैं इशारा कर रहा हूं तो यह दोनों बिंदु क्या है मैं यह कह सकता हूं कि इस बिंदु से मुझे एक 180 डिग्री का घड़ी के सुई के अनुसार घुमाव देना है जिसका यह मतलब है कि हम अब जनरेटर की तरफ जा रहे हैं तो अब मैं इसको यहां डाल रहा हूं हमें पहले से ही Γ का पता है तो आप देखिए कि Γ स्लाइड में दिया गया गामा वेव का पहला समीकरण है तो यहां से अगर मैं 180 डिग्री का घुमाव दूं तो यह हमने पहले देखा हुआ है कि हमने कैसे करना है तो किसके अनुसार यहां लाइन प्रतिबाधा इस प्रकार होगी तो अब हम देख रहे हैं कि लोड चाहे जितना भी हो वीएसडब्ल्यूआर 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में रहती है मैच लोड के लिए यह 1 होती है और शार्ट या ओपन सर्किट के लिए यह इंफिनिटी होती है तो इस अस्पष्टता को हल करने के लिए यही एक संकेत है कि हमें दोनों में से कौन सा बिंदु लेना है तो वीएसडब्ल्यूआर वृत्त इस वास्तविक अक्ष को दो बिंदुओं पर काटेगा तो यहां से हमें R की दो संख्याएं मिलती हैं क्योंकि स्मिथ चार्ट के निशान के अनुसार यहां 2 ऐसे वृत्त होंगे जहां से कांस्टेंट R वृत्त गुजरेंगे पर उनमें से एक का मूल्य 1 से ज्यादा होगा और दूसरे का मूल्य 1 से कम होगा अब क्योंकि वीएसडब्ल्यूआर हमेशा 1 से बड़ा होता है तो आप यह सोच सकते हैं इनमे से कौन सा लेना है तो वीएसडब्ल्यूआर वृत्त वास्तविक अक्ष को यहां काटती है वीएसडब्ल्यूआर हमेशा 1 से बड़ा होता है तो हमें यह पता करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अगर हमारे पास R की वे 2 संख्याएं हैं तो हमें उन में से किस संख्या को मानना है हमार कि वह संख्या लेंगे जो 1 से बड़ी होगी तो आइए अब हम वापस चलते हैं हमने अपना पहला चरण पूरा कर लिया है जिसमें हमें बिंदु का पता चल गया है और हमने उसका केंद्र भी पता कर लिया है और अब हम इससे एक कांस्टेंट वीएसडब्ल्यूआर वृत्त बना सकते हैं अब दूसरे चरण में हम इस वीएसडब्ल्यूआर वृत्त को स्मिथ चार्ट के केंद्र को इसका केंद्र मानकर बनाएंगे और पिछले चरण में पता किए गए बिंदु को इसके घेरे का बिंदु मानेंगे तो अब हम यह वृत्त बना सकते हैं जैसे कि आप अगले चरण में देख सकते हैं तो अब हमने वीएसडब्ल्यूआर माप लिया है और वीएसडब्ल्यूआर वृत्त को स्मिथ चार्ट पर बना लिया है तो हमने अपनी पूरी गणना का आधा काम निपटा लिया है अब तीसरे कदम पर हमें उस जानकारी का उपयोग करना है जो मैंने कहा था कि हमें अज्ञात प्रतिबाधा पता करने में मदद करती है एक VSWR है और दूसरी lmin इसका यह मतलब है कि अबजब हम लोड को शॉर्ट सर्किट से बदलेंगे तो इसकी न्यूनतम संख्या के बदलाव से हमें अज्ञात प्रतिबाधा मिलेगी तो यह तीसरा कदम हमसे यह चाहता है कि हम स्मिथ चार्ट पर शार्ट सर्किट का पता लगाएं शॉर्ट सर्किट क्या होता है इसका यह मतलब होता है कि मेरा लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट 1 होगा जिसमें 180 डिग्री का फेज होगा ΓL1∠180 ° 180 डिग्री के कोण की वजह से हम इसकापरिमाण 1 भी लिख सकते हैं ओपन सर्किट का मतलब है कि वहां लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट 1 होगा तो यह कौन सा पॉइंट है तो अब आप स्मिथ चार्ट को एक रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट चार्ट की तरह देखिए तो एक चीज आप यह देखिए कि इसी वजह से स्मिथ चार्ट का परिचय देते वक्त मैंने कहा था इस के बाहरी सीमा वाले वृत्त जिसमें R का मूल्य 0 है उसका त्रिज्या हमने 1 के बराबर माना था तो अगर मेरे पास परिमाण 1 और फेज 180 डिग्री का है तो अंत में यही कारण है कि मैं हमेशा छात्रों से इस अस्पष्टता के बारे में पूछता हूं कि शॉर्ट सर्किट लोड कहां होगा 10 पर या फिर 10 पर तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ΓL 1∠180 ° को देखते हैं तो इसमें कोई स्पष्टता नहीं है यह इंपेडेंस स्मिथ चार्ट की बाई और होगा तो यहां जानबूझकर इसे नहीं दिखाया गया है क्योंकि अब आपको स्वयं भी इसको बनाने के लिए काफी कुछ पता होना चाहिए तो यह स्मिथ चार्ट की बाई और बनाया जाता है फिर हम शार्ट सर्किट को बनाते हैं और हम यह देखते हैं कि हमें 148 सेंटीमीटर से यहां से हटना होगा जो कि 75 गीगाहर्टज पर होता है यहां λ 30 बटा 75 सेंटीमीटर होगा तो अगर आप यह करते हैं तो हम 037 λ से शॉर्ट सर्किट लोड से जनरेटर की तरफ जाते हैं तो अब हम स्मिथ चार्ट में देखते हैं कि हमें जनरेटर की तरफ जाने के लिए किस तरफ जाना है क्योंकि हमने नोट किया है की हमारा निम्नतम बिंदु 037 λ से जनरेटर की तरफ बदल रहा है तो हम उस तरफ ही जाएंगे तो आप यह बिंदु का पता करें और इस बाहरी सीमा के घेरे वाले बिंदु को ओरिजन से मिला दे तो अगले चरण में वह बिंदु जहां वीएसडब्ल्यूआर वृत्त इसे काटता है वह हमारी वांछित प्रतिबाधा है इससे आपको यह पता चलता है कि एक बार अगर आपको यह संख्याएं मिल जाती हैं तो आपको अज्ञात प्रतिबाधा पता चल जाती है तो यह मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि यह एक स्मिथ चार्ट है और आपने इसमें बिंदुओं का पता करके वीएसडब्ल्यूआर वृत्त को पहले ही बना लिया है मान लीजिए कि वह यह है तो हमने देख लिया है कि वीएसडब्ल्यूआर वृत्त कैसे बनाना है तो यह एक वीएसडब्ल्यूआर वृत्त है जिसका शॉर्ट सर्किट बिंदु हमने 037 λ पर ढूंढा है तो अब आप यहां से जनरेटर की तरफ जाइए और मान लीजिए कि यह 037 λ है जो स्मिथ चार्ट पर दिया हुआ है तो अब आप यहां आकर इसको केंद्र से जोड़ दें इस बिंदु पर यह वीएसडब्ल्यूआर को काटेगा या छुएगा बलकि वीएसडब्ल्यूआर वृत्त को नहीं यह आपकी वांछित ZL है ना कि अज्ञात ZL तो यह फिर से स्मिथ चार्ट पर एक कांस्टेंट रजिस्टेंस वृत्त और एक कांस्टेंट रिएक्टेंस वृत्त का प्रतिच्छेदन बिंदु है तो यहां आप R के लिए यह बिंदु खोजें अब आपको पता है कि R का मूल्य क्या है यह चाप जैसा क्या है और X का मूल्य क्या है अब दी गई कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स के हिसाब से आप यह कर सकते हैं मान लीजिए कि अगर आप वेवगाइड में ऐसा करते हैं तो इस मामले में सामान्य तौर पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स वही होगी जिस पर हम अपनी प्रयोगशाला में काम करते हैं यानी कि 90 वह वाला एक x बैंड वेवगाइड है जिसे हम उसके आकार की वजह से लेते हैं इसके अलावा रडार बैंड भी होता है तो यह वेवगाइड के सिर्फ TE10मोड को पारित होने देगा अब आपको आयताकार वेवगाइड के TE10 मोड में वेव इम्पीडेन्स का पता करना होगा जो आवृत्ति पर निर्भर करने वाले एक काफी अच्छी खासी संख्या होती है जिसे इसके साथ गुणा करके हमें यह पता चल जाता है ZLZL ×Z0 यहां कोई आम 50 ओम या कुछ ऐसी संख्या नहीं है यह वेव इम्पीडेन्स एक सम्मिश्र राशि हो सकती है पर अगर आप उसका परिमाण वाला भाग अलग कर दें और उसको इस से गुणा कर दें तो यह सारी चीज ऐसी दिखेगी तो यह आपकी प्रतिबाधा वाली गणना को पूरा करता है कि कैसे हम इसे स्मिथ चार्ट की मदद से या प्रयोगशाला में कर सकते हैं अब आपको कम से कम यह पूरी तरह से पता लग गया है कि आप अज्ञात प्रतिबाधा को प्रयोगशाला में कैसे पता करेंगे हम इस जानकारी से अपने आगे आने वाले मॉड्यूल की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि हम यह पता कर सके कि एक आरएफ इंजीनियर को प्रतिबाधा की गणना के साथ साथ और दो चीजों को मापना भी आना चाहिए जोकि आवृत्ति और शक्ति है ताकि वह यह जान सके कि किसी सर्किट में स्रोत क्या है और उससे हमें कितनी शक्ति मिल रही है तब ही वह बाकी चीजें डिजाइन कर सकता है और इस स्रोत से मिलने वाली शक्ति को स्थानांतरित कर सकता है तो अभी वह प्रतिबाधा का मापन कर सकता है तो यहां पर हम अपना चौथा लेक्चर समाप्त करते हैं